इसलिए अब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बुनियादी मुद्दों नेटवर्किंग के बुनियादी पहलुओं पर अपनी चर्चा जारी रखने जा रहे हैं इसलिए हमने पहले से ही अलग अलग मूलभूत मुद्दों को देखा है जो वहां हैं अब हम उन विभिन्न प्रोटोकॉलों को देखने जा रहे हैं जो वहां हैं जिनका उपयोग IoT में कुछ अलग उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है अब विभिन्न फंक्शनैलिटीज के आधार पर वास्तव में बड़ी संख्या में प्रोटोकॉल हैं जो IoT में उपयोग के लिए प्रस्तावित हैं इसलिए फंक्शनैलिटी के आधार पर इन प्रोटोकॉल को इस तरीके से वर्गीकृत किया गया है तो यह केवल एक वर्गीकरण है जिसे दिखाया गया है लेकिन यह वैसे भी यूनिक वर्गीकरण नहीं है और इसे उसी तरीके से गठित किया जाना चाहिए इसलिए यह विभिन्न श्रेणियों के तहत केवल एक वर्गीकरण का प्रयास है जिसे दिखाया गया है और यहां जैसा कि हम किसी चीज़ के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल देख सकते हैं इन क्लासिफायरों को आप जानते हैं और अलग मुद्दों का भी उल्लेख किया गया है तो यह मूल रूप से संभव नहीं है और इन सभी अलग अलग प्रोटोकॉल से गुजरना भी आवश्यक नहीं है इसलिए हमने इसमें से केवल कुछ प्रोटोकॉल का चयन किया है जिन्हें आप लाल रंग की श्रेणी जानते हैं और यही हम इस विशेष पाठ्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं तो हम पहले MQTT प्रोटोकॉल के साथ शुरू करेंगे और इस MQTT का पूर्ण रूप मैसेज क्यू टेलिमेटरी ट्रांसपोर्ट है तो यह एक आई एस ओ स्टैंडर्ड है जो पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पर आधारित है तो मूल रूप से आप जानते हैं कि क्या होता है किसी प्रकार का डेटा पब्लिश होता है और फिर सब्सक्राइबर्स द्वारा डेटा प्राप्त करना होता है तो यह है कि यह पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल कैसे काम करता है और MQTT मूल रूप से यह क्या करता है यह पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल है इसे इस प्रोटोकॉल के उपयोग के माध्यम से हल्का बनाया गया है ताकि इस हल्के प्रोटोकॉल का उपयोग TCP IPटीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट के साथ किया जा सके यह वही है जो MQTT सपोर्ट करता है इतिहास में जाने पर पता चलता है कि MQTT 1999 में IBM द्वारा पेश किया गया था और 2013 में ओएसिस द्वारा स्टैंडर्डाइज़्ड किया गया था यह एक स्टैंडर्डाइजेशन आर्गेनाइजेशन ओएसिस है इसलिए यह वर्ष 2013 में मानकीकृत हो गया था इसलिए यह विशेष प्रोटोकॉल कुछ चीजें करता है यह है विभिन्न एंबेडेड डिवाइसेज एप्लीकेशन एक डिवाइस के मिडिल वेयर और नेटवर्क के बीच कनेक्टिविटी की सेवा देता है और डिवाइस के दूसरी ओर कम्युनिकेशन भी प्रदान करता है एक और हमारे पास एप्लीकेशन और मिडिल वेयर के बीच कनेक्टिविटी है दूसरी ओर नेटवर्क और कम्युनिकेशन है यही MQTT करता है तो MQTT में तीन अवधारणाएँ शामिल हैं हम जिस पहले से गुजरने जा रहे हैं वह एक मैसेज ब्रोकर की अवधारणा है और सबसे पहले हम इनमें से कुछ अवधारणाओं से गुजरने जा रहे हैं और उसके बाद मैं आपको सचित्र दिखाने जा रहा हूँ कि MQTT कैसे कार्य करता है तो हमारे पास एक मैसेज ब्रोकर है एक मैसेज ब्रोकर की अवधारणा जो मूल रूप से एक ब्रोकर की तरह कार्य करता है जो मैसेज के पब्लिकेशन और मैसेज के सब्सक्रिप्शन को नियंत्रण करता है इसलिए पब्लिश सब्सक्राइब को मूल रूप से मैसेज ब्रोकर द्वारा नियंत्रित किया जाता है नंबर 1 नंबर 2 एक अवधारणा है कि क्लाइंट ने किसको सब्सक्राइब किया है और अपडेट के आधार पर मैसेज ब्रोकर द्वारा क्लाइंट्स को डेटा भेजा जाता है यह डेटा मैसेज ब्रोकर द्वारा उन क्लाइंट्स को वितरित किया जाता है जिन्होंने सेवाओं की सब्सक्राइब किया है तो MQTT रिमोट कनेक्शन लिमिटेड बैंडविड्थ एनवायरमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है इसका मूल रूप से लाभ यह है कि यह हर छोटे कोड का फुट प्रिंट प्रदान करता है इसलिए मूल रूप से आप केवल एक छोटे से कोड को लिखकर इन सभी विभिन्न कार्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है MQTT के विभिन्न कॉम्पोनेंट इस प्रकार हैं हमारे पास तीन सिद्धांत कॉम्पोनेंट हैं जिन पब्लिशर्स में अलग अलग सेंसर सब्सक्राइबर और उनका मतलब होता है वे इकाइयाँ वे एप्लीकेशन वे इकाइयाँ जो उन डाटा में रुचि रखती हैं जो सेंसरों द्वारा पब्लिश की जाती हैं नंबर 3 ब्रोकर है जो पब्लिशर्स और सब्सक्राइबर्स को एक दूसरे से जुड़ने में मदद करता है और सेंसर डेटा को विभिन्न विषयों में वर्गीकृत करने में भी मदद करता है MQTT में कुछ अलग तरीके हैं एक कनेक्ट है दूसरा डिस्कनेक्ट है सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब और पब्लिश तो मूल रूप से कनेक्ट मेथड सर्वर से जुड़ने में मदद करता है इस डिवाइस को सर्वर से जोड़ने में मदद करता है फिर डिस्कनेक्ट विपरीत है जब भी कनेक्ट होने की आवश्यकता नहीं रह जाती है तो डिस्कनेक्ट मेथड सर्वर से डिस्कनेक्ट करने में मदद करता है जहां TCP IP सर्विसेज ऑफरिंग्स मिल रही हैं और फिर सब्सक्राइब आता है जो मूल रूप से सेवाओं सब्सक्राइब कर रहा है और अनसब्सक्राइब इसके विपरीत है जब भी अलग अलग डेटा सर्विसेज डेटा ऑफरिंग्स जारी रखने की आवश्यकता नहीं होती है अनसब्सक्राइब मेथड को एग्जीक्यूट किया जा सकता है और फिर हमारे पास पब्लिश मेथड है जो मूल रूप से डेटा मेथड कर रहा है हो सकता है कि आप इन विभिन्न सेंसरों से या विभिन्न डिवाइसेज से ब्रोकर को डेटा पब्लिश कर रहे हों ताकि इस डाटा को अलग अलग एप्लिकेशन क्लाइंट द्वारा प्राप्त किया जा सके तो यह वही है जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था तो हमारे पास ये सचित्र वर्णन हैं कि ये पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल MQTT के मामले में कैसे काम करते हैं तो हमारे पास एक तापमान सेंसर है हमारे पास लैपटॉप हैं हमारे पास मोबाइल डिवाइस हैं इस उदाहरण में यह तापमान सेंसर उस तापमान को पब्लिश करता है जो मूल रूप से इस MQTT ब्रोकर पर ब्रोकर्ड है तो यह ब्रोकर आपको पता है अब विभिन्न क्लाइंट्स और विभिन्न अन्य एप्लिकेशन सर्विंग डिवाइसेज जिनको सेंसर द्वारा पब्लिश्ड डाटा की आवश्यकता है वे उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह क्या करने जा रहा है पहले यह इन विभिन्न लाइन मोबाइल डिवाइस लैपटॉप इत्यादि से सदस्यता सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट लेने जा रहा है तो पहले सब्सक्राइब्ड है और उसके बाद पब्लिश्ड तो पब्लिश्ड क्या है तापमान पब्लिश होता है तापमान कहाँ रहता है इसे सेंसर से लिया जाता है और इसे MQTT ब्रोकर ब्रोकर्ड किया जाता है इसलिए उन डिवाइसों से उन क्लाइंट से जो मूल रूप से सेवाओं को सब्सक्राइब कर चुके हैं वे इस सेंसिंग अपडेट सेंसर डेटा अपडेट प्राप्त करने जा रहे हैं इसलिए जब हम कम्युनिकेशन को देखते हैं उसके बाद जो आर्किटेक्चर होता है वह है पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर और न की रिक्वेस्ट रिस्पांस आर्किटेक्चर जो आमतौर पर पारंपरिक http द्वारा उपयोग किया जाता है जो इंटरनेट के लिए उपयोग किया जाता है यह पब्लिश सब्सक्रिप्शन मॉडल ईवेंट ड्रिवेन है इसका मतलब है कि जब भी कोई घटना होती है जैसे कि जब भी आग लगती है जब तापमान बढ़ता है जब भी एक कैमरा एक IoT कैमरा हो सकता है मूल रूप से पर्यावरण में किसी तरह के बदलाव का निरीक्षण करता है या जो कुछ भी हो सकता है एक घुसपैठिया या जो कुछ भी हो इसलिए यह सभी सेंट्रल कम्युनिकेशन पॉइंट्स है इसलिए हमारे पास यह है कि यह ईवेंट ड्रिवेन है इसलिए जब भी किसी प्रकार की घटना होती है और उन डेटा को मूल रूप से क्लाइंट को पुश कर दिया जाता है तो ये मैसेज मूल रूप से क्लाइंट को पुश दिए जाते हैं और फिर हमारे पास यह ब्रोकर इंचार्ज होता है जो इसमें सेंडर्स और रिसीवर्स के बीच सभी मेसेजस को भेजने का काम करता है और यह वह विषय है जो MQTT के मामले में बहुत महत्वपूर्ण है और यह वह विषय है जिसमें एप्लीकेशन क्लाइंट रुचि रखते हैं इसलिए प्रत्येक ग्राहक जो मेसेजस प्राप्त करना चाहता है वह एक निश्चित विषय को सब्सक्राइब कर लेता है और ब्रोकर क्लाइंट द्वारा सब्सक्राइब किए गए टॉपिक के आधार पर मैसेजेस को डिलीवर करता है इसलिए अनिवार्य रूप से जो हो रहा है वह क्लाइंट्स हैं उन्हें एक दूसरे को जानने की जरूरत नहीं है और केवल विषय पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की आवश्यकता है इसलिए वे एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं और यह आर्किटेक्चर मूल रूप से एक स्केलेबल समाधान के साथ एक स्केलेबल आर्किटेक्चर प्रतीत होता है डेटा के उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच बहुत अधिक निर्भरता नहीं है और यही कारण है कि MQTT बहुत लोकप्रिय है MQTT में हमारे पास विषय की अवधारणा है जैसा कि मैंने अभी एक मिनट पहले उल्लेख किया है और यह विषय कुछ भी नहीं है लेकिन एक साधारण स्ट्रिंग में अधिक हैयरार्किकल लेवल्स हो सकते हैं जो एक स्लैशslash " द्वारा अलग किए जाते हैं इस तरीके से लिविंग रूम के तापमान डेटा भेजने के लिए एक नमूना विषय को इस तरीके से चिह्नित किया जा सकता है इस तरीके से नाम दिया जा सकता है इसलिए हमारे पास घर है एक स्मार्ट हाउस तरह का परिदृश्य है हमारे पास घर है और घर के भीतर हमारे पास लिविंग रूम है और इस विशेष लिविंग रूम से जो तापमान एकत्र किया जाता है उस में रुचि है तो यह विषय जो रूचि का है कि लिविंग रूम का तापमान डेटा भेजने का विषय कैसा दिखता है तो एक तरफ क्लाइंट मोबाइल डिवाइस एक लैपटॉप या जो भी सटीक विषय को सब्सक्राइब कर सकता है या दूसरी तरफ वह वाइल्डकार्ड का उपयोग कर सकता है तो यह एक सटीक विषय का एक उदाहरण है वाइल्डकार्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता था वाइल्डकार्ड का उपयोग विभिन्न स्तरों के सब्सक्रिप्शन के आधार पर घर तापमान रिजल्ट पहले उल्लेखित विषय को भेजा जा सकता है इसको आर्बिट्री वैल्यू के साथ भी भेजा जा सकता है जैसे कि घर लिविंग रूम तापमान और लिविंग रूम के स्थान पर किचन भी हो सकता है जैसे घर किचन तापमान तो मूल रूप से आप जानते हैं कि यह प्लस चिन्ह एक वाइल्डकार्ड करैक्टर है जो केवल एक पदानुक्रम के लिए आर्बिट्री वैल्यू देता है यदि एक से अधिक पदानुक्रमित स्तर की आवश्यकता होती है तो मल्टीलेवल वाइल्डकार्ड का उपयोग किया जाता है तो यह सिंगल लेवल वाइल्डकार्ड है प्लस सिंगल लेवल वाइल्डकार्ड है और यह हैश साइन मल्टीलेवल वाइड वाइल्डकार्ड के रूप में है यह सभी अंतर्निहित पदानुक्रमित स्तरों की सब्सक्राइब करने की अनुमति देता है उदाहरण के लिए घर घर से शुरू होने वाले सभी विषयों को सब्सक्राइब करने के लिए है MQTT का उपयोग करने वाले विभिन्न एप्लिकेशन है जैसे किऑनलाइन चैट के लिए फेसबुक मैसेंजर Amazon वेबसाइट सेवा MQTT के साथ Amazon IoT का उपयोग करता है Microsoft Azure IoT हब अपने मुख्य प्रोटोकॉल के रूप में MQTT का उपयोग करता है टेलीमेट्री मैसेजेस के लिए EVRYTHNG IoT प्लेटफार्म कई उत्पादों और उपकरणों को जोड़ने के लिए MQTT को M2M प्रोटोकॉल के रूप में उपयोग करता है Adafruitअडाफ्रूट IoT के लिए MQTT क्लाउड सर्विस का उपयोग करता है जिसे प्रयोगकर्ता Adafruit IOअडाफ्रूट आई ओ कहते हैं अंत में MQTT के पीछे के समग्र दर्शन को समझने के बाद अब जल्दी से MQTT के सिक्योर वर्जन की समीक्षा करें जिसे संक्षिप्त में सिक्योर वर्जन MTTM MQTT सुरक्षित संस्करण MQTT या SMQTT कहा जाता है तो यह इन दोनों तरीकों से जाना जाता है और यह वास्तव में http और httpsसिक्योर http की धारणा में काफी समान है तो हमारे पास http और सिक्योर http है हमारे पास MQTT और सिक्योर MQTT है तो सिक्योर MQTT MQTT का एक विस्तार है तो मूल रूप से यह MQTT का एक विस्तार है जिसे हमने अभी विभिन्न सुरक्षा सुविधाओं जैसे एन्क्रिप्शन इत्यादि का उपयोग करके चर्चा की थी ऐसे एन्क्रिप्शन का लाभ ब्रॉडकास्ट एन्क्रिप्शन सुविधा है जिसमें एक मैसेज एन्क्रिप्ट किया गया है और कई अन्य नोड्स तक पहुंचाया जाता है जो IoT एप्लीकेशन में काफी आम है सामान्य तौर पर एल्गोरिथ्म में चार मुख्य चरण होते हैं अर्थात् सेटअप चरण एन्क्रिप्शन चरण पब्लिश चरण और डिक्रिप्शन चरण तो सेटअप एन्क्रिप्शन पब्लिश और डिक्रिप्शन सेटअप चरण में सब्सक्राइबर और पब्लिशर्स खुद को ब्रोकर के पास रजिस्टर करते हैं और डेवलपर की पसंद की की जनरेशन एल्गोरिथ्म के अनुसार मास्टर सीक्रेट की प्राप्त करते हैं इसलिए की जनरेशन एल्गोरिथम के अनुसार सब्सक्राइबर एंड पब्लिशर अपने आप को ब्रोकर पर रजिस्टर करते हैं औरउस विशेष एल्गोरिथ्म के अनुसार मास्टर सीक्रेट की प्राप्त करते हैं इसलिए जब डेटा पब्लिश किया जाता है तो यह ब्रोकर द्वारा एन्क्रिप्ट और पब्लिश किया जाता है जो इसे सब्सक्राइबर को भेजता है जो अंत में सब्सक्राइबर उसे डिक्रिप्ट करता है जिसके पास समान मास्टर सीक्रेट की है की जनरेशन और एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम स्टैंडर्डाइज़्ड SMQ नहीं हैं SMQTT केवल MQTT के सुरक्षा पहलुओं को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित किया गया है इसलिए IoT नेटवर्क पर बुनियादी विषयों पर व्याख्यान के इस भाग में हमने जो किया है वह मुख्य रूप से हम दो प्रोटोकॉल से गुजरे हैं हमने देखा है कि विभिन्न प्रोटोकॉल का एक वर्गीकरण है कि उन्हें IoT की नेटवर्किंग का समर्थन करना है लेकिन व्याख्यान के इस विशेष भाग में हमने ज्यादातर दो प्रोटोकॉल पर ध्यान केंद्रित किया है एक MQTT और दूसरा है SMQTT जो मूल रूप से MQTT का सिक्योर वर्जन है इसलिए हम अगले व्याख्यान में कुछ अन्य प्रोटोकॉल से गुजरने जा रहे हैं और इससे हम अंत में छोटे स्तर या यहां तक कि बड़े पैमाने पर IoT के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों का निर्माण करने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं